हैलो माइक्रोवेव मेज़रमेंट पर व्याख्यान में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि टेस्ट इंस्ट्रूमेंटस का उपयोग करके सर्किट विशेषताओं को कैसे मेज़र करे हम इसका दो भागों में अध्ययन करेंगे पहले भाग में मैं माइक्रोवेव मेज़रमेंट के कुछ फंडामेंटल थ्योरेटिकल आस्पेक्ट की व्याख्या करूँगा और दूसरे भाग में हम अध्ययन करेंगे कि मेज़रमेंट को व्यावहारिक रूप से कैसे किया जाए चलो शुरू करें इसलिए कम फ्रीक्वेंसी सर्किट के विपरीत जहां माइक्रोवेव सर्किट में वोल्टेज और करंट को टाइम के अगेंस्ट मेज़र किया जाता है हम आमतौर पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में पावर और फेज मेज़रमेंट करते हैं इसलिए RF और माइक्रोवेव सर्किट में मेज़र की जाने वाली बुनियादी मात्रा फ्रीक्वेंसी पावर इम्पीडेन्स पोर्ट पैरामीटर हैं जो एस पैरामीटर और नॉइस हैं और ये मेज़रमेंट मुख्य रूप से दो मुख्य इंस्ट्रूमेंटस का उपयोग करके किया जाता है जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर और नेटवर्क एनालाइजर है स्पेक्ट्रम एनालाइजर सिग्नल फ्रीक्वेंसी के साथ साथ पावर मेज़रमेंट को भी मूलभूत रूप से करने में सक्षम है यह सिग्नल के फेज नॉइस को भी मेज़र कर सकता है इसका उपयोग हार्मोनिक डिस्टॉरशन के साथ साथ इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉरशन को मेज़र करने के लिए भी किया जाता है नेटवर्क एनालाइजर का उपयोग मुख्य रूप से एस पैरामीटर मेज़रमेंट के लिए किया जाता है और इसका उपयोग नेटवर्क के इम्पीडेन्स को मेज़र करने के लिए भी किया जा सकता है जो इनपुट या आउटपुट इम्पीडेन्स है और इसका उपयोग गेन कंप्रेशन पॉइंट को मेज़र करने के लिए भी किया जाता है जो कि नेटवर्क का P1 dB है आइए हम देखें कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर उपकरण का उपयोग करके फ्रीक्वेंसी पावर और फेज नॉइस को कैसे मेज़र किया जा सकता है तो कुछ मूल बातें हम एक सिनुसाइडली वेरीरिंग सिग्नल v A cos 2πf1t और आदर्श रूप में इस तरह स्पेक्ट्रम दिखता है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी f1 पर इंपल्स है और इस इंपल्स की ऊंचाई A होनी चाहिए लेकिन व्यावहारिक रूप से इंपल्स मुख्य रूप से बॉटम पर फ्लरेड हो जाता है क्योंकि सिग्नल में फेज नॉइस मौजूद है और हम देख सकते हैं कि यह फेज नॉइस dBc प्रति हर्ट्ज में कुछ Δf ऑफसेट पर सेंटर फ्रीक्वेंसी से मेज़र किया जाता है जोकि f1 है सेटअप काफी सरल है DUT जो आमतौर पर एक VCO या सिग्नल जनरेटर है या PLL एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर के इनपुट से जुड़ा है और मेज़रमेंट उसी के अनुसार किया जा सकता है अब फेज नॉइस मेज़रमेंट के लिए DUT जो कि VCO या PLL है को स्पेक्ट्रम एनालाइजर के रेफरेंस सोर्स की तुलना में नोइसिएर होना चाहिए तब केवल स्पेक्ट्रम एनालाइजर DUT के फेज नॉइस को मेज़र कर सकता है पावर और फ्रीक्वेंसी मेज़रमेंट सीधे आगे हैं और हम इन मात्राओं के व्यावहारिक मेज़रमेंट में देखेंगे अगला हार्मोनिक डिस्टॉरशन मेज़रमेंट है तो आपके पास एक नॉन लीनियर DUT के लिए RF एक्साइटेशन सोर्स है DUT का आउटपुट स्पेक्ट्रम एनालाइजर के इनपुट से जुड़ा होता है यहाँ स्पेक्ट्रम एनालाइजर की कुछ सेटिंग्स हैं और हमें यह सुनिश्चित करना है कि एम्पलीफायर के मामले में DUT के आउटपुट में हमें यह कहना चाहिए कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर सर्किटरी में बाधा नहीं होनी चाहिए उस स्थिति में आप DUT आउटपुट और स्पेक्ट्रम एनालाइजर के इनपुट के बीच एक एटेन्यूएटर डालना चाह सकते हैं यह एहतियात हमें लेना है अगला IP 3 मेज़रमेंट है तो DUT के इनपुट पर एक पावर कॉम्बिनर के माध्यम से दो टोन लगाए गए हैं और तीसरा ऑर्डर इंटर मॉड्यूलेशन प्रोडक्ट है जो 2f1 f2 या 2f2 f1 के अलावा DUT आउटपुट पर मौजूद है ये कुछ स्पेक्ट्रम एनालाइजर सेटिंग्स हैं यहां ध्यान देने वाली एक बात यह है कि पावर कॉम्बिनर को इन दोनों पोर्ट के बीच बहुत अधिक आइसोलेशन देना चाहिए और साथ ही इसमें f1 और f2 के लिए बहुत अधिक रिटर्न लॉस होना चाहिए अब नेटवर्क मेज़रमेंट आता है जो नेटवर्क एनालाइजर या वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर VNA का उपयोग करके किया जाता है और मेज़र की जाने वाली DUT को VNA के दो पोर्ट में रखा गया है दो पोर्ट DUT के मामले में एक पोर्ट DUT के मामले में आप बस इसे वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर पर उपलब्ध दो पोर्ट में से एक से जोड़ते हैं तो DUT कैलिब्रेशन की मेज़रमेंट शुरू करने से पहले VNA के लिए किया जाना चाहिए कैलिब्रेशन VNA सिस्टम के भीतर खामियों के कारण उत्पन्न होने वाली मेज़रमेंट एरर्स को दूर करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसे सिस्टमैटिक एरर्स के रूप में कहा जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान वास्तव में नोन इंस्ट्रूमेंटस की कैरेक्टरस्टिक को मेज़र कर सिस्टमैटिक एरर्स को निर्धारित किया जाता है जिन्हें अब्सोलुट इम्पीडेन्स स्टैंडर्ड के रूप में कहा जाता है और एक बार इन क्वान्टीफाइड सिस्टमैटिक एरर्स को ज्ञात होने के बाद उन्हें अधिक सटीक परिणाम देने के लिए वास्तविक DUT मेज़रमेंट में समायोजित किया जा सकता है हम देखेंगे कि कैलिब्रेशन प्रक्रिया कैसे करें और वास्तव में इस व्याख्यान के व्यावहारिक पहलू में एस पैरामीटर को कैसे मेज़र करें माइक्रोवेव मेज़रमेंट पर व्याख्यान के दूसरे भाग में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में हम माइक्रोवेव सर्किट की विभिन्न कैरेक्टरस्टिक जैसे फ्रीक्वेंसी पावर लेवल गेन फेज नॉइस एस पैरामीटर और इतने पर टेस्ट या मेज़र करने के लिए स्पेक्ट्रम एनालाइजर और नेटवर्क एनालाइजर का उपयोग करने का तरीका प्रदर्शित करने जा रहे हैं तो हम जिस उपकरण का उपयोग करने जा रहे हैं वह मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम एनालाइजर और नेटवर्क एनालाइजर हैं इसके साथ ही हम एक सिग्नल जनरेटर DC पावर सप्लाई का उपयोग करने जा रहे हैं और यहां एक और सिग्नल जनरेटर है और यहां आप स्पेक्ट्रम एनालाइजर देख सकते हैं हम पहले स्पेक्ट्रम एनालाइजर को फिर से शुरू करते हैं और फिर नेटवर्क एनालाइजर मेज़रमेंट में चले जाएंगे चलो शुरू करें तो हमारे पास FSL प्रकार का एक रोड और शॉर्ट्स स्पेक्ट्रम एनालाइजर है तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर फ्रीक्वेंसी रेंज 9 kHz से 3 GHz तक है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर में एक एम्बेडेड डिस्प्ले और विभिन्न सेटिंग्स दर्ज करने और विभिन्न पैरामीटर को मेज़र करने के लिए विभिन्न नियंत्रण हैं तो डिस्प्ले में आमतौर पर एक x अक्ष और y अक्ष होता है x अक्ष पर हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी होती है और y अक्ष पर एंप्लीट्यूड लेवल या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के पावर लेवल डिस्प्ले होते हैं यह VCO कम PLL बोर्ड है तो IC जो आप यहां देख सकते हैं LTC 6946 PLL और VCO के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र है इसलिए हमने इस विशेष सर्किट का अध्ययन किया है या हमने ओसीलेटर व्याख्यान में इस IC आधारित VCO डिजाइन का अध्ययन किया है और PLL IC को प्रोग्राम करने के लिए एक माइक्रोकंट्रोलर PIC18F4550 का उपयोग किया जाता है PLL का आउटपुट यहां लिया जाता है और जो आप यहां देखते हैं वह SMA टाइप कनेक्टर है यह एक USB कनेक्टर है और संपूर्ण बोर्ड इस USB पावर केबल का उपयोग करके संचालित होता है हम बोर्ड पर पावर दें यह PLL 1 GHz की फ्रीक्वेंसी पर प्रोग्राम किया गया है अब हम यह मेज़र करना चाहते हैं कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी एक GHz है या नहीं तो इसके लिए आपको फ़्रीक्वेंसी बटन पर जाना होगा फ़्रीक्वेंसी बटन दबाएं और आप डिजायर्ड फ़्रीक्वेंसी वैल्यू दर्ज कर सकते हैं जो स्पेक्ट्रम एनालिसिस के लिए सेंटर फ़्रीक्वेंसी मान होगा तो मैं 1 GHz दर्ज करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले 1 GHz पर सेंटर किया गया है वर्तमान में स्पैन 2 GHz है मैं स्पैन को कम कर दूंगा ताकि मैं इस विशेष चीज को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकूं इसलिए मैं कहने के लिए 200 MHz स्पैन सेट करूंगा अब आप देखते हैं कि आप अधिक विवरण में फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट देख सकते हैं लेकिन फिर भी एंप्लीट्यूड लेवल सही ढंग से नहीं दिखाया गया है इसके लिए यदि आप रेफरेंस लेवल पढ़ते हैं तो माइनस 20 dBm है और हमें उस एंप्लीट्यूड के लिए जाने के लिए रेफरेंस लेवल बढ़ाने की आवश्यकता है और रेफरेंस लेवल रेफरेंस लेवल को 0 dBm के रूप में सेट करता है अब मैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के पिक को देख सकता हूं फ्रीक्वेंसी को मेज़र करने के लिए मार्करों पर जाएं मार्कर सेट करें जिसे आप देखते हैं कि मार्कर m1 रखा गया है और मार्कर रीडिंग को इन दो लाइन से पढ़ा जा सकता है तो m1 में 1000400000 GHz की फ्रीक्वेंसी रीडिंग है जो 1 GHz मूल्य के बहुत करीब है जो इस विशेष PLL में प्रोग्राम में है इसलिए इस PLL के आउटपुट में हमारे पास एक GHz पर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है और इस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का लेवल या इस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का पावर लेवल माइनस 185 dBm है प्रोग्राम मान या प्रोग्राम एंप्लीट्यूड लेवल 0 dBm था और माइनस 185 dBm केबल के लॉसेस और सर्किट में अन्य लॉसेस के लिए है तो यह है कि हम स्पेक्ट्रम एनालाइजर का उपयोग करके फ्रीक्वेंसी और इसी सिग्नल के पावर लेवल को मेज़र कर सकते हैं फेज नॉइस मेज़रमेंट के लिए आपको स्पैन को न्यूनतम मूल्य पर रखना होगा तो हम स्पैन और स्पैन मैनुअल पर क्लिक करके स्पैन को कम करें और स्पैन को 50 kHz मान पर रखें अब आप देखते हैं कि सिग्नल को अधिक विस्तार से देखा जा सकता है और आप देखते हैं कि नॉइस लेवल अब काफी दिखाई दे रहा है इसे स्मूथ करने के लिए आइए ट्रेस पर जाएं ट्रेस पर क्लिक करें फिर ट्रेस मोड पर क्लिक करें और एवरेज फ़ंक्शन चुनें इसलिए एवरेज पर क्लिक करें और अब आप देखते हैं कि चीजें अधिक स्थिर हैं अब हम फेज नॉइस के मेज़रमेंट के लिए चलते हैं इसलिए मार्कर पर जाएं अब मार्कर m1 को डिजायर्ड सेंटर फ्रीक्वेंसी पर सेट किया गया है जो लगभग 1 गीगाहर्ट्ज़ है अब मार्कर 2 पर जाएं मार्कर 2 डेल्टा टाइप डी 2 का है और फेज नॉइस मेज़रमेंट के लिए डेल्टा यहां प्रदर्शित किया गया है आपको केवल इस फ़ंक्शन पर क्लिक करना है जो कि फेज नॉइस संदर्भ फिक्स्ड फ़ंक्शन है इसलिए मैं इस पर हिट करूंगा और मैं देखूंगा कि वर्तमान में ऑफसेट माइनस 100 हर्ट्ज है याद रखें कि फेज नॉइस को एक विशेष ऑफसेट फ्रीक्वेंसी पर मेज़र किया जाता है जो आमतौर पर 10 kHz 100 kHz या 1 MHz है आइए हम ऑफसेट फ्रीक्वेंसी को 10 KHz तक रखें इसलिए मैं 10 और kHz में प्रवेश करूंगा और फेज नॉइस को जानने के लिए आपको बस इतना करना है कि d 2 मार्कर मेज़रमेंट को पढ़ना है जो यहां दिखाया गया है इसलिए यदि आप फेज नॉइस 2 का निरीक्षण करते हैं जो मार्कर 2 से मेल खाता है तो 10 KHz की ऑफसेट पर 67 dBc प्रति हर्ट्ज है अब डेटा शीट के अनुसार इस PLL IC का रेटेड फेज़ नॉइस माइनस 85 dBc प्रति हर्ट्ज के आसपास है लेकिन AM नॉइस के ओवरलैप होने और इस विशेष बोर्ड की सिस्टम लिमिटेशंस के कारण हमें माइनस 67 dBc प्रति हर्ट्ज के आस पास के फेज़ नॉइस का मेज़रमेंट मिलता है जो डिजायर्ड मान के करीब है यह एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर का उपयोग करके फेज नॉइस मेज़रमेंट कैसे किया जा सकता है अगले मैं एक नॉन लीनियर सर्किट में हार्मोनिक डिस्टॉरशन को मेज़र करने के तरीके का प्रदर्शन करूंगा यह एक एम्पलीफायर सर्किट है जिसे MMG3001 IC का उपयोग करके विकसित किया गया है और हम स्पेक्ट्रम एनालाइजर का उपयोग करके कुल हार्मोनिक डिस्टॉरशन को मेज़र करने जा रहे हैं सेटअप पर एक नजर डालते हैं तो हमारे पास एक सिग्नल जनरेटर है जो 500 MHz फ्रीक्वेंसी का इनपुट सिग्नल उत्पन्न कर रहा है और एंप्लीट्यूड 0 dBm है यहाँ पर एम्पलीफायर सर्किट के इनपुट पर सिग्नल दिया गया है और एम्पलीफायर के आउटपुट को स्पेक्ट्रम एनालाइजर पर चेक किया जाएगा अब यह एम्पलीफायर सर्किट DC पावर सप्लाई का उपयोग करके संचालित किया जाएगा वोल्टेज 56 वोल्ट है और एम्पलीफायर ऑपरेशन के अनुसार करंट लिया जाएगा तो हम एम्पलीफायर चालू करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वोल्टेज 56 है और एम्पलीफायर 100 mA के आसपास करंट में रहा है जो कि सही ऑपरेटिंग पॉइंट है और अब हम स्पेक्ट्रम एनालाइजर पर इस एम्पलीफायर के आउटपुट का निरीक्षण करेंगे जैसा कि आप स्पेक्ट्रम एनालाइजर डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आउटपुट है जो 500 MHz से मेल खाती है और हमारे पास एम्पलीफायर में मौजूद नॉन लीनियेरिटी की वजह से आउटपुट में प्रदर्शित होने वाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के विभिन्न हार्मोनिक्स हैं अब हम देखेंगे कि कुल हार्मोनिक डिस्टॉरशन को कैसे मेज़र करना है इसके लिए आपको मेज़रमेंट पर क्लिक करना होगा और मोर पर जाएं आप हार्मोनिक डिस्टॉरशन फंक्शन देख सकते हैं इसका चयन कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि ऊपरी ग्राफ़ फंडामेंटल और समय और एंप्लीट्यूड लेवल के खिलाफ फंडामेंटल के विभिन्न हार्मोनिक्स को प्रदर्शित करता है नीचे दी गई तालिका में आप देखते हैं कि पहला हार्मोनिक जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 500 MHz है और इस तालिका में एक फ्रीक्वेंसी रिज़ॉल्यूशन बैंडविड्थ और पावर लेवल है इसलिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो 500 MHz की जांच की गई है या 3 MHz के रिज़ॉल्यूशन बैंडविड्थ के साथ एनालाइज किया गया है और पावर लेवल 17 dBm है दूसरा हार्मोनिक जो 1 GHz पर है 10 MHz के रिज़ॉल्यूशन बैंडविड्थ के साथ एनालाइज्ड या मेज़र किया गया है और पावर लेवल माइनस 232 dBc है अब dBc फंडामेंटल पावर लेवल तीसरे हार्मोनिक चौथे हार्मोनिक पांचवें हार्मोनिक और इतने पर के संबंध में पावर लेवल है तो कुल हार्मोनिक डिस्टॉरशन 79 प्रतिशत है dB में यह माइनस 219 dB है तो यह है कि आप किसी भी नॉन लीनियर सर्किट के आउटपुट में मौजूद कुल हार्मोनिक डिस्टॉरशन को कैसे मेज़र कर सकते हैं आगे हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर का उपयोग करके नॉन लीनियर DUT के IP 3 पॉइंट को कैसे मेज़र किया जाता है मैं आपको सेटअप समझाता हूं सेटअप में टेस्ट के तहत DUT शामिल है जो MMG एम्पलीफायर है जिसे हमने अभी तक एम्पलीफायर के इनपुट पर देखा है I IP3 मेज़रमेंट के लिए हमें दो टोन इनपुट देना होगा जिसका अर्थ है दो फ्रीक्वेंसी इनपुट यह दो फ्रीक्वेंसी इनपुट एम्पलीफायर के इनपुट को एक पावर कॉम्बिनर का उपयोग करके दिया जाता है जैसे कि इन दो इनपुट फ्रीक्वेंसी सोर्स के बीच एक आइसोलेशन होता है इस पॉवर कंबाइनर को उन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके बनाया गया है जो इस पाठ्यक्रम में सिखाई गई हैं और इन दोनों पोर्ट के बीच आइसोलेशन लगभग 25 dB है पहला टोन जो 500 MHz की फ्रीक्वेंसी पर होता है और पावर कॉम्बिनर के इनपुट में माइनस 5 dBm का एंप्लीट्यूड लेवल दिया जाता है अब सुनिश्चित करें कि इन दो फ्रीक्वेंसी टोन का एंप्लीट्यूड लेवल एक दूसरे के करीब या लगभग बराबर होना चाहिए MMG को DC पावर सप्लाई का उपयोग 56 वोल्ट इनपुट के साथ संचालित किया जाता है और करंट लिया गया लगभग 90 mA है जो सही संचालन दिखाता है अब एम्पलीफायर के इनपुट पर दो टोन के साथ हम एम्पलीफायर के आउटपुट में इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉरशन का निरीक्षण करेंगे और IP 3 पॉइंट को तीसरे ऑर्डर मॉड्यूलेशन प्रोडक्ट के लेवल को मेज़र कर मेज़र किया जाता है जो 2f1 f2 या 2f2 f1 फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंप्लीट्यूड के रिलेटिव है हमें स्पेक्ट्रम एनालाइजर डिस्प्ले पर इस सर्किट की प्रतिक्रिया देखें तो यह है कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर पर एम्पलीफायर का आउटपुट कैसा दिखता है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो फंडामेंटल आउटपुट हैं जो दो टोन इनपुट सिग्नल के अनुरूप हैं और उन लोगों के साथ साथ आप उत्पन्न होने वाले विभिन्न स्पूरियस सिग्नल को देख सकते हैं और हम तीसरे क्रम वाले स्पूरियस सिग्नल या तीसरे क्रम के डिस्टॉरशन सिग्नल में रुचि रखते हैं जो हैं 500 MHz और 800 MHz के इनपुट सिग्नल के लिए 200 MHz और 11 GHz पर तो दो बार f1 माइनस f2 या दो बार f1 हमें 200 MHz और 11 GHz का मान देगा सत्यापित करें कि हमें इस फ्रीक्वेंसी पर कुछ सिग्नल मिलते हैं इसके लिए हम मार्करों पर जाते हैं और हमारे पास मार्कर m 1 है आप इस तरह मार्कर को स्थानांतरित कर सकते हैं और आप देखते हैं कि 200 MHz पर हमारे पास कुछ सिग्नल कुछ भी नहीं है लेकिन दो बार f1 माइनस f2 जहां f1 500 MHz f2 800 MHz है और 11 पर हमें देखते हैं कि क्या आपके पास कोई सिग्नल है इसलिए यहां तक कि 11 GHz पर हमारे पास माइनस 35 dBm के एंप्लीट्यूड लेवल पर कुछ सिग्नल हैं और TOI जो तीसरा क्रम इंटरसेप्ट पॉइंट है को स्पेक्ट्रम एनालाइजर की इनबिल्ट कार्यक्षमता का उपयोग करके मेज़र किया जा सकता है उसके लिए फिर से प्रमुख टैब पर जाएं ताकि इस बटन मेज़रमेंट पर क्लिक करें और आप देखें कि आपके पास यहां एक TOI फ़ंक्शन है बस उस फ़ंक्शन का चयन करें और आप देखते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर दो मार्कर एम 1 और एम 2 हैं तो एम 1 505 पर है जो 500 MHz के करीब है एम 2 लगभग 800 MHz पर है और एम 3 और एम 4 डिजायर्ड तीसरे क्रम के प्रोडक्ट पर होना चाहिए इसलिए हम मार्करों को थोड़ा स्थानांतरित करते हैं इसलिए वे सटीक लेवल पर हैं तो एम 2 या एम 3 मैं इसे 200 MHz में स्थानांतरित कर दूंगा और एम 3 मैं इसे थोड़ा 11 GHz पर ले जाऊंगा ठीक है और तीसरा क्रम इंटरसेप्ट पॉइंट जैसा कि आप इस लाइन से पढ़ सकते हैं 296 dBm है डेटा शीट में TOI को 32 dBm होने का उल्लेख है जो इस स्पेक्ट्रम एनालाइजर का उपयोग करके आउटपुट IP3 पॉइंट और मेज़र किया गया मान है और यह सेटअप 29 dBm है जो स्पेसिफाइड मान के बहुत करीब है यहां हम इनपुट इम्पीडेन्स एस पैरामीटर और VSWRऔर फेज को मेज़र करने के लिए वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर का उपयोग करेंगे तो आपको कई माइक्रो स्टेप सर्किट जैसे पावर कॉम्बिनर फिल्टर कपलर वगैरह सिखाए गए हैं इस मामले में वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर जिसका हम उपयोग कर रहे हैं वह दो पोर्ट वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर है इसलिए हम एस पैरामीटर इनपुट इम्पीडेन्स और VSWR को मेज़र करने के लिए इस पावर कॉम्बिनर का उपयोग करेंगे तो जिस वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर का हम उपयोग कर रहे हैं वह E5071C है इस वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर की फ्रीक्वेंसी रेंज 100 kHz से 85 GHz तक है तो सबसे पहले मेज़रमेंट शुरू करने के लिए आपको अपने DUT के बारे में जानना चाहिए वह फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है जिसमें आप मेज़रमेंट करना चाहते हैं तो यह डिवाइस जो मैंने आपको दिखाया है पावर कॉम्बिनर GSM 900 बैंड के लिए डिज़ाइन है जो इसे प्रदान करता है वह 400 से 14 गीगाहर्ट्ज़ है तो हम तदनुसार फ्रीक्वेंसी रेंज का चयन करेंगे फ़्रीक्वेंसी रेंज सिलेक्ट करने के लिए स्टार्ट फ़्रीक्वेंसी रेंज जो कि 400 MHz है तो स्टॉप फ़्रीक्वेंसी रेंज 14 GHz है तब आपको कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत है फ़्रीक्वेंसी रेंज को सिलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन स्टार्ट क्लिक का उपयोग करें फिर स्टार्ट फ़्रीक्वेंसी रेंज दे जो कि 400 MHz है फिर आप स्टॉप फ़्रीक्वेंसी रेंज का उपयोग करें इस ऑप्शन को स्टॉप फ़्रीक्वेंसी रेंज जो कि 14 GHz है का उपयोग करें तो आपने फ्रीक्वेंसी रेंज का चयन किया है अगला आपको कैलिब्रेशन करने की आवश्यकता है तो कैल का चयन करें फिर आपको कैल किट का चयन करना चाहिए जिसे आप कैलिब्रेशन के लिए उपयोग कर रहे हैं तो हम जो कैलिब्रेशन किट उपयोग कर रहे हैं वह 85033E है इसलिए निर्माता आपको पहले ओपन लोड और शार्ट टर्मिनल प्रदान करता है इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैलिब्रेशन क्या है इसलिए एक्सट्रीम कंडीशन के लिए कैलिब्रेशन जैसे कि जब केबल ओपन लोड और शॉर्ट से जुड़े होते हैं और इन टर्मिनलों में लॉसेस के लिए और फिर तदनुसार यह मेज़रमेंट परिणामों को समायोजित करता है तो कैलिब्रेशन किट का चयन करें आप इस विकल्प कैल किट का उपयोग कर सकते हैं फिर उस कैल किट का चयन करें जिसका आप उपयोग कर रहे हैं हम 85033E का उपयोग कर रहे हैं इसलिए हम इस नंबर को चुन लेते हैं फिर कैलिब्रेट करते हैं अब हम जानते हैं कि यह एक दो पोर्ट नेटवर्क एनालाइजर है और हम पावर कॉम्बिनर या पावर डिवाइडर के लिए मेज़रमेंट कर रहे हैं इसलिए हमें दो पोर्ट के लिए कैलिब्रेशन करने की आवश्यकता है तो दो पोर्ट कैलिब्रेशन दबाएं फिर रिफ्लेक्ट करें फिर आपको केबल को ओपन लोड और शॉर्ट से कनेक्ट करना चाहिए तो पहले ओपन से कनेक्ट करें और फिर इस ऑप्शन को दबाएं फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करें पोर्ट 1 ओपन इसके बाद आप इस केबल को शॉर्ट से जोड़ने के बाद पोर्ट 1 को शॉर्ट से कनेक्ट करें फिर से पोर्ट 1 शॉर्ट पर क्लिक करें फिर इस केबल को लोड करने के लिए कनेक्ट करें और फिर पोर्ट 1 लोड पर क्लिक करें और इसी तरह आप पोर्ट 2 के लिए प्रक्रिया को दोहराते हैं अब कैलिब्रेशन करने के बाद रिफ्लेक्शन के लिए आपको कैलिब्रेशन की जांच करनी चाहिए कि इस केबल से कितनी पावर जा रही है तो इस ट्रांसमिशन ऑप्शन का उपयोग करें और फीमेल एडाप्टर का उपयोग करके इन तालिकाओं को कनेक्ट करें अब इस एडेप्टर को इन केबलों से जोड़ने के लिए कनेक्ट करें जो आप यहां देख रहे हैं ये वे केबल हैं जिनके दोनों सिरों पर SMA मेल हैं तो SMA फीमेल एडाप्टर का उपयोग करके इन केबलों को कनेक्ट करें इसे कनेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पोर्ट 1 से पोर्ट 2 पर क्लिक करें जिसके द्वारा हमने यह केबल कनेक्ट किया है तो S21 और S12 आदर्श रूप से 0 होना चाहिए लेकिन यह कुछ मूल्य दिखा रहा है जो केबल में लॉसेस के कारण है हालाँकि यदि आप S11 और S22 देखते हैं तो वे पूरी रेंज में 20 dB से नीचे हैं ऐसा करने के बाद बस डन दबाएं और एडेप्टर को डिस्कनेक्ट करें इसलिए कैलिब्रेशन करने के बाद यह वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर केबल में होने वाले लॉस को समायोजित करता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह S11 0 है आप S21 भी देख सकते हैं तो यह माइनस 50 dB से कम है तो यह कैलिब्रेटेड है अब आपको मेज़रमेंट करने के लिए अपने डिवाइस को इन केबलों से कनेक्ट करना चाहिए आप इस कैलिब्रेशन स्टेट को भी सेव कर सकते हैं इस ऑप्शन को सेव रिकॉल करते का उपयोग करके फिर सेव टाइप स्टेट और कैल का चयन करें केवल स्टेट का चयन करें और सेव स्टेट और आप जो भी नाम चाहें उसे परिभाषित कर सकते हैं तो मैं सिर्फ 1 2 3 4 5 के रूप में नाम रखूंगा और फिर दर्ज करूंगा इसलिए बाद के फेज में यदि आप कैलिब्रेशन को दोहराना नहीं चाहते हैं तो आप इस कैलिब्रेशन स्टेट को कॉल कर सकते हैं सेलेक्ट सेव और रिकॉल को सलेक्ट करने के लिए रिकॉल स्टेट को रिकॉल करने के लिए और फिर फाइल डायलॉग बॉक्स से आप अपने द्वारा सेव किए गए सेट का उपयोग कर सकते हैं ठीक है अब आप इन केबलों को DUT से जोड़ते हैं चूंकि हमारे पास केवल दो पोर्ट वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर हैं इसलिए हमें लोड के साथ एक पोर्ट को टर्मिनेट करना होगा इसलिए यहां मैंने इन केबलों को दो पोर्ट पर जोड़ा है और मैं तीसरे पोर्ट को लोड के साथ टर्मिनेट कर दूंगा फिर आप S21 देख सकते हैं जो कि पोर्ट 1 से पोर्ट 2 तक ट्रांसमिशन है इसलिए यह S21 है यदि आप S11 S21 देखना चाहते हैं सभी ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट को एक विंडो में तो बस इस डिस्प्ले का चयन करें और ट्रेसेस की संख्या 4 के रूप में चुनें और फिर आप इन ट्रेसेस को परिभाषित करें चुनिंदा मेज़रमेंट को परिभाषित करने के लिए फिर पहले ट्रेस के लिए मान लें कि आप S11 को मान देंगे अगले ट्रेस के लिए हम S21 को परिभाषित करेंगे और अगले ट्रेस के लिए फिर से हम S12 को परिभाषित करेंगे और अंतिम ट्रेस के लिए हम S22 को परिभाषित करेंगे ठीक है अब S11 S21 S12 और S22 के सभी ट्रेस आवंटित करने के बाद आप यहां एक विंडो में सभी ट्रांसमिशन कॉएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट देख सकते हैं अब बस इन ट्रांसमिशन कॉएफिशिएंट या रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट के मूल्य का पता लगाने के लिए सिलेक्ट मार्कर प्रेस मार्कर 1 फिर आप अपनी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉइंट के अनुसार स्थिति को स्थानांतरित कर सकते हैं ठीक है तो हमारा मामला अभी शायद 900 MHz का चयन करता है तो यहां आप हरे रंग की कर्व का मूल्य देख सकते हैं जो कि S22 में 900 MHz है अब यदि आप S21 देखना चाहते हैं तो आपको केवल अगले ट्रेस पर जाना होगा ठीक है अब यहाँ आप देख सकते हैं S21 का मान माइनस 44 dB है तो आदर्श रूप से इस पावर डिवाइडर को माइनस 3 dB प्रदान करना चाहिए लेकिन यह पावर डिवाइडर FR 4 सब्सट्रेट पर डिज़ाइन किया गया है जो लॉसी है तो इसीलिए आपको माइनस 44 डीबी मिल रहा है और S11 में आपको माइनस 17 dB मिल रहा है आप यहां देख सकते हैं कि यह फ्रीक्वेंसी रेंज में 10 dB से नीचे है तो यह है कि आप ट्रांसमिशन कॉएफिशिएंट या रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट की गणना कैसे करते हैं अब मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जब आप इन पावर डिवाइडर के आउटपुट पोर्ट को कनेक्ट करते हैं तो कितना आइसोलेशन होगा अब यदि मैं इन दो केबल को इन दो आउटपुट पोर्ट पर जोड़ता हूं और दूसरे पोर्ट को 50 ओहम के साथ इस तरह टर्मिनेट करता हूं तो मुझे आइसोलेटेड पॉवर मिलनी चाहिए जो इस पोर्ट से इस तक कितनी पावर जा रही है और वह मेज़रमेंट होगा S21का अब आप यहाँ आप नीली रेखा या गुलाबी रेखा पर आते हैं यह आपको S21 का मान दिखाता है इसलिए यदि आप केवल एक और मार्कर का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो एक और मार्कर का चयन करें और फिर इसे खोजने का प्रयास करें कि यह मान 700 MHz दे और मार्कर 1 के लिए शायद मूल्य 1000 MHz दे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन पोर्टों के बीच आइसोलेशन इस विशेष फ्रीक्वेंसी रेंज में 20 dB से कम है इसलिए हम कह सकते हैं कि आउटपुट पोर्ट आइसोलेटेड हैं तो यह है कि आप अपने डिवाइस के विभिन्न पैरामीटर को मेज़र कर सकते हैं चाहे वह एक पोर्ट डिवाइस हो या दो पोर्ट डिवाइस अब हम एक्टिव डिवाइस के लिए मेज़रमेंट करना चाहते हैं तो एक्टिव डिवाइस जो हम उपयोग कर रहे हैं वह लो नॉइस एम्पलीफायर है यहां यह लो नॉइस एम्पलीफायर का IC है IC संख्या SGL0622 है इस IC के लिए वोल्टेज की आवश्यकता 3 वोल्ट है और यह 10 mA करंट लेती है इसलिए यहां हमने वोल्टेज के रूप में 3 वोल्ट दिए हैं और इसके द्वारा लिया गया करंट 10 mA है इसलिए मैंने इस IC के RF में पहला पोर्ट और RF आउटपुट में दूसरा पोर्ट कनेक्ट किया है अब यह वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर 17 dBm तक की पावर प्राप्त कर सकता है इसलिए हमें पावर में RF को कम करना चाहिए इसलिए इस IC के लिए गेन लगभग 33 dBm है इसलिए डिफ़ॉल्ट रूप से नेटवर्क एनालाइजर पावर 0 dBm है यदि हम 0 dBm पावर देते हैं तो यह आपको वर्डिंग दिखाएगा क्योंकि यह सैचुरेटेड होगा इसलिए हम इस ऑप्शन स्वीप से पावर लेवल को बदलेंगे फिर पावर में जाएंगे फिर शायद माइनस 40 dBm दें ठीक है फिर मेज़र करने के लिए जाएं और आप यहां देखें यदि आप यहाँ देखते हैं तो यह आपको S21 की वेरिएशन दिखाता है और यह S12 का वेरिएशन है और यह S11 और S22 का वेरिएशन है तो यह इनपुट और आउटपुट पोर्ट पर रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट है और यह ट्रांसमिशन है जब पावर पोर्ट 1 को दिया जाता है तो यहां आप देख सकते हैं कि केवल मार्कर का पता लगाकर इस विशेष लो नॉइस एम्पलीफायर का गेन कितना है तो यहां आप S21 से देख सकते हैं कि इस विशेष लो नॉइस एम्पलीफायर द्वारा प्रदान किया गया गेन 570 MHz पर लगभग 33 dB है तो यह है कि आप अपनी रुचि की फ्रीक्वेंसी रेंज में इस एक्टिव डिवाइस के गेन की जांच कैसे कर सकते हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर समराईज करने के लिए टाइम और टाइम डोमेन के अगेंस्ट वोल्टेज और करंट को मेज़र करने के बजाय हम सिग्नल पावर और फेज को फ़्रीक्वेंसी डोमेन में मेज़र करते हैं और विभिन्न माइक्रोवेव सर्किटों के लिए जो हम इस पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं हम एस पैरामीटर गेन नॉइस फिगर स्पेक्ट्रम और लिनियेरिटी को नेटवर्क एनालाइजर का उपयोग कर मेज़र कर सकते हैं और हमने अध्ययन किया है कि इन टेस्ट इंस्ट्रूमेंटस का उपयोग करके फ्रीक्वेंसी पावर पोर्ट पैरामीटर इम्पीडेन्स मूल्यों को कैसे मेज़र किया जा सकता है हम इस पॉइंट पर रुकेंगे धन्यवाद